अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन्स हम माइक्रोप्रोसेसर की परिभाषा में उस शब्द के अन्य भाग के साथ जारी रखते हैं जो हमारे पास एक और चीज है वह अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन्स है तो यह मूल बात है कि कोई भी प्रोसेसर डेटा पर कुछ ऑपरेशन करने वाला है और कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं यह प्रोसेसर डिजाइन टीम द्वारा तय किया जाता है कुछ प्रोसेसर जो बहुत सरल हैं वे संतुष्ट हो सकते हैं जोड़ घटाव जैसे बुनियादी संचालन करने में इसी तरह कुछ प्रोसेसर उदाहरण के लिए गुणा का समर्थन कर सकते हैं यदि हम 8085 में देखते हैं तो यह गुणा का समर्थन नहीं करता है लेकिन 8086 जैसे अन्य प्रोसेसर या कहें कि 8051 इन प्रोसेसर द्वारा गुणा का समर्थन किया गया है डिवीजन कुछ प्रोसेसर द्वारा समर्थित है तो इस तरह से वे कौन से ऑपरेशन हैं जिनका हम समर्थन करने जा रहे हैं यह प्रोसेसर के डिजाइनर द्वारा तय किया जाता है और यदि आप अधिक ऑपरेशन का समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि संबंधित सर्किटरी अधिक जटिल हो जाएगी तो सिस्टम की लागत बढ़ जाएगी तो यह जटिलता बढ़ जाएगी प्रत्येक माइक्रोप्रोसेसर में जोड़ घटाव जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन निर्देश सेट के भाग होते हैं जोड़ घटाव बहुत आम हैं अधिकांश माइक्रोप्रोसेसरों के पास गुणा और भाग जैसे ऑपरेशन होंगे लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है कुछ नए संस्करण में जटिल ऑपरेशन होगा जैसे कि स्क्वायर रूट यदि आप कुछ एप्लिकेशन के लिए एक समर्पित प्रोसेसर डिजाइन कर रहे हैं जिसे एएसआईपी डिजाइन के रूप में जाना जाता है यदि आपके पास ये एएसआईपी डिज़ाइन हैं जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड प्रोसेसर्स के लिए है तो एएसआईपी डिजाइन के लिए हमें विशेष इंस्ट्रक्शन मिले हैं उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हमें एक फ़िल्टरिंग ऑपरेशन मिला है वह यह है कि आप बाहरी दुनिया से डेटा नमूने प्राप्त कर रहे हैं और सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लिकेशन में हम कुछ फ़िल्टरिंग और वह सब कर रहे हैं संपूर्ण फ़िल्टरिंग ऑपरेशन एक एकल आदेश हो सकता है जिसके जवाब में प्रोसेसर फ़िल्टरिंग रूटीन को निष्पादित करता है और तदनुसार फ़िल्टरिंग ऑपरेशन किया जाता है तो वे इस एएसआईपी डिजाइन के तहत आएंगे लेकिन वे बहुत जटिल हैं यदि हम इसमें नहीं जाते हैं तो भी हमारे पास इन सभी माइक्रोप्रोसेसरों द्वारा मूल निर्देश या बुनियादी संचालन हो सकते हैं तो इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के अलावा एंड ओर एक्सओर जैसे कुछ लॉजिक ऑपरेशन हैं फिर कुछ शिफ्टिंग ऑपरेशन हैं जैसे शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट तो शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइटRight उन्हें कई एप्लिकेशन मिले हैं एक विशेष एप्लिकेशन वह जगह है जहां हमें किसी संख्या को 2 से गुणा या 2 की पावर करने की आवश्यकता है तो यदि आप संख्या को 2 से गुणा करते हैं इसका मतलब है आप वास्तव में एक ही स्थिति से पूरी चीज़ को बाईं ओर बदलाव कर रहे हैं तो जैसे कहना है कि मेरे पास संख्या 3 है 3 बाइनरी नोटेशन में यह 11 है अब अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा यह बिट 0 हो जाएगा तो यह वन्स वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है तो यह वन वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है अगले को भी वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर इस बिंदु पर नए 0 को पेश किया जाता है तो आपको नया पैटर्न 0110 के रूप में मिलता है इसका डेसीमल मान 6 है उसी तरह शिफ्ट राइटयह 6 यदि आप 1 बिट स्थिति से शिफ्ट राइट करते हैं तो आपको 3 वापस मिलेंगे यानी 2 से विभाजन इसलिए हमें ऑपरेशन करने के लिए शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट मिला है तो यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जो इंस्ट्रक्शनल शिफ्ट्स ऑपरेशन का एक प्रकार है एक और एप्लिकेशन जो हमारे पास हो सकता है कई बार हमें एक पैटर्न से कुछ बिट्स को मास्क करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ भी शिफ्ट निर्देश का उपयोग किया जाएगा तो हम बाद में देखेंगे कि जब हम उस प्रकार के एप्लिकेशन में जाते हैं तो संख्या और ऑपरेशन का प्रकार माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट को परिभाषित करते हैं और विशिष्ट माइक्रोप्रोसेसर पर निर्भर करते हैं तो वे कौन से ऑपरेशन हैं जो आप कर सकते हैं और किस प्रकार के डेटा पर उदाहरण के लिए क्या हमारे पास एक माइक्रोप्रोसेसर हो सकता है जो कुछ स्ट्रिंग डेटा पर स्ट्रिंग कौनकतीनेशन ऑपरेशन कर सकता है तो क्या यह स्ट्रिंग प्रकार के डेटा का समर्थन करता है और यदि यह स्ट्रिंग प्रकार के डेटा का समर्थन करता है तो यह स्ट्रिंग कौनकतीनेशनकर सकता है तो अगर मैं इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को करने के लिए उस उद्देश्य के लिए एक माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन करता हूं तो यह स्ट्रिंग कौनकतीनेशननिश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है इसलिए स्वाभाविक रूप से उस मामले में हम उस इंस्ट्रक्शन को माइक्रोप्रोसेसर बुनियादी ऑपरेशन सेट में पेश करेंगे तो इस बुनियादी इंस्ट्रक्शन सेट तो इंस्ट्रक्शन सेटजैसे कि यदि आप एक नए माइक्रोप्रोसेसर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप इंस्ट्रक्शन सेटऔर डेटा प्रकार के बारे में सीखते हैं जो इसे संभाल सकता है हम परिभाषा में आगे चलते हैं कि प्रोसीजर माइक्रोप्रोसेसर द्वारा उत्पादित डेटा का उत्पादन करती हैं वे वास्तव में उपयोगकर्ता के लिए एक प्रोग्राम के निष्पादन पर परिणाम देखने के लिए कर रहे हैं परिणाम मानव पठनीय रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए इसलिए हमें मूल्य को समझने में सक्षम होना चाहिए यदि मूल्य मेमोरी में संग्रहीत है तो एक सामान्य यूजर यह देखने में सक्षम नहीं होगा नतीजतन कुछ आउटपुट डिवाइस होना चाहिए जिस पर परिणाम दिया जाना चाहिए परिणाम आमतौर पर आउटपुट डिवाइस पर दिया जाता है जैसे कि एल ई डी हम कुछ साधारण प्रिंटर कह सकते हैं या इसे कुछ एलसीडी डिस्प्ले कह सकते हैं इसलिए हमारे पास कुछ प्रकार के डिस्प्ले हो सकते हैं जिस पर परिणाम दिखाया जाएगा तो इस तरह से हमारे पास ये परिणाम माइक्रोप्रोसेसर द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं और उत्पादित परिणाम मानव द्वारा पठनीय होना चाहिए हम मेमोरी में क्या स्टोर करते हैं यह वह स्थान है जहां से जानकारी संग्रहीत की जाती है जिसे वर्तमान में प्रोसेसर उपयोग नहीं कर रहा है तो यह कुछ सीपीयू रजिस्टर में हो सकता है या यह डेटा या इंस्ट्रक्शन हो सकता है जो प्रोसेसर द्वारा मेमोरी से सामना किया गया है यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में है या यह कुछ इंटरनल रजिस्टर हो सकता है या यह कुछ ऑपरेशन हो सकता है जो यह ऐएलयू में कर रहा है इसलिए ऐएलयू टेम्पोरेरी रजिस्टर उन मूल्यों को धारण कर रहे हैं तो इस तरह वे डेटा हैं जो उपयोग में हैं और उसी समय अन्य डेटा होंगे जो उपयोग में नहीं हैं तो उन्हें भविष्य में उपयोग किया जाएगा तो वे वास्तव में मेमोरी में संग्रहीत होते हैं और हम जानते हैं कि वे इसमें बाइट्स के साइज के संख्या को पकड़ सकते हैं किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट वगैरह वे मेमोरी के विभिन्न आकार हैं जो हमारे पास हैं तो मेमोरी में संग्रहीत होने से आपका क्या मतलब है जब प्रोग्राम को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है तो इसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है क्योंकि आप प्रोग्राम को प्रोसेसर में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेसर को केवल कुछ रजिस्टर मिले हैं इसलिए यदि हम उसे उस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं तो हम वेरिएबल और उसके डेटा भाग को कहां स्टोर करने जा रहे हैं तो क्या किया जाता है कि प्रोग्राम मेमोरी में संग्रहीत किया जाता है और माइक्रोप्रोसेसर जब यह निष्पादित करना शुरू होता है तो यह वास्तव में इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहा है यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहा है तो यह एक समय में मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाता है तो पहले यह पहला इंस्ट्रक्शन निष्पादित करता है फिर यह अगला इंस्ट्रक्शन निष्पादित होता है उसी तरह से चलता है इस प्रोग्राम के अलावा मेमोरी डेटा भी रखती है इसके हिस्से में निष्पादन में यदि माइक्रोप्रोसेसर को पाता है कि उसे कुछ मेमोरी से कुछ डेटा पढ़ने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए यह इंस्ट्रक्शन ये जो निष्पादित रहा है यह 2 मेमोरी स्थानों की सामग्री को जोड़ रहा है और परिणाम को तीसरे मेमोरी लोकेशन में संग्रहीत कर रहा है इसलिए इस निर्देश को निष्पादित करने के लिए प्रोसेसर को उन 2 मेमोरी स्थानों की सामग्री को कॉल करने की आवश्यकता होगी जहां से डेटा लिया जाना चाहिए उन्हें जोड़ा जाता है और अंत में मूल्य को गंतव्य मेमोरी स्थान में संग्रहीत किया जाना चाहिए तो इस तरह से इस मेमोरी के पास वह स्थान भी है जहां आप डेटा स्टोर करते हैं और अंत में तो यह वह हिस्सा है जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो यह वास्तव में उपयोगकर्ता को परिणाम दिखा रहा है तो समग्र आरेख समग्र चित्र इस तरह है तो यदि यह माइक्रोप्रोसेसर है तो कुछ इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा इनपुट प्रोग्राम डेटा लिया जा सकता है और यह कुछ आउटपुट का उत्पादन कर रहा है जो आउटपुट डिवाइस पर जा रहा है और इस विशेष आरेख में जिस तरह से इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है यह किसी तरह प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया गया है हालांकि आम तौर पर हमें कुछ सुविधा मिली है जिसके द्वारा हम इस मेमोरी को किसी अन्य माध्यम से लोड कर सकते हैं शायद कुछ अलग कंप्यूटर द्वारा या उसके इप्रोम हिस्से को प्रोग्राम के साथ लोड करके किसी तरह प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया गया है और यह माइक्रोप्रोसेसर यह मेमोरी को अगला इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए कहता है यह अगला इंस्ट्रक्शन देता है यह निष्पादित करना शुरू कर देता है और इस प्रक्रिया में इसे इनपुट डिवाइस तक पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है कह सकते हैं कि पर्यावरण से कुछ अलग मूल्य प्राप्त करने के लिए या इसे कुछ ऑपरेंड प्राप्त करने के लिए मेमोरी तक पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है यदि हम कुछ वेरिएबल के साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे है उनके साथऔर अंत में जो भी परिणाम की गणना की जाती है यदि यह आवश्यक है कि इसे उपयोगकर्ताओं को दिखाया जाएगा तो उन्हें आउटपुट डिवाइस पर डाल दिया जाएगा तो यह ब्लॉक डायग्राम है जो माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है अब यदि हम अपने व्याख्यान के आर्किटेक्चर हिस्से में माइक्रोप्रोसेसर के अंदर देखते हैं हमने देखा है कि कोई भी प्रोसेसर 3 मुख्य इकाइयों से बना होता है माइक्रोप्रोसेसरों के लिए भी यही सच है उनमें से एक ऐएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है एक अन्य कंट्रोल यूनिट है जो माइक्रोप्रोसेसर के अन्य सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है और हमारे पास डेटा रखने के लिए रजिस्टरों अर्रे है जब इसमें मैनीपुलेशन किया जा रहा है तो हमे इस ऐएलयू कण्ट्रोल यूनिट और रजिस्टर मिल गया है अब ये रजिस्टर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे देखेंगे इसलिए यदि हम पिछले आरेख को थोड़ा विस्तारित करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें एक स्थिति मिली है जहां यह प्रोसेसर है तो यह ऐएलयू रजिस्टर अर्रे और कण्ट्रोल में विभाजित है तो एक सिस्टम बस है जिस पर यह प्रोसेसर जुड़ा हुआ है यह मेमोरी कनेक्टेड है I O डिवाइस कनेक्टेड हैं तो वे सभी सिस्टम बस से जुड़े हुए हैं तो आप मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास बस है बस तारों का एक संग्रह है चिप में चलने वाले समानांतर तारों का एक सेट इस से यह एक बोर्ड पर हो सकता है अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक पीसीबी के रूप में मानता हूं तो ये कुछ तांबे की लाइनें हैं तो इस तांबे की रेखा से हमें ये अलग अलग चिप लगे हुए हैं तो इस प्रोसेसर I O डिवाइस मेमोरी में से प्रत्येक वे एक एकल चिप या चिप्स का संग्रह हो सकते हैं और वे सभी सिस्टम बस से जुड़े हुए हैं इसलिए वे सिस्टम बस से टंग रहे हैं इसलिए जब भी इस प्रोसेसर सिस्टम बस में प्रोसेसर से निकलने वाली एड्रेस लाइन डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन शामिल होती हैं और वे मेमोरी और I O से कनेक्ट हो जाती हैं तो डिकोडर सब वहाँ हैं और सभी उन्हें यहां नहीं दिखाया गया है लेकिन ब्लॉक स्तर पर यह स्थिति है तो यदि हम मेमोरी में अधिक विस्तार से देखते हैं तो मेमोरी बाइनरी प्रारूप में इंस्ट्रक्शन और डेटा जैसी जानकारी संग्रहीत करता है और जब भी जरूरत होती है यह माइक्रोप्रोसेसर को यह जानकारी प्रदान करता है जब माइक्रोप्रोसेसर रीसेट हो जाता है तो इसे किसी विशेष मेमोरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा तो यह प्रोग्रामिंग माइक्रोप्रोसेसर के डिजाइनर द्वारा तय की गई है मेमोरी का एक निश्चित एड्रेस होता है जिस पर वह एक्सेस करेगा और यह उम्मीद की जाती है कि उस मेमोरी लोकेशन में फास्ट वैलिड इंस्ट्रक्शन मौजूद है तो प्रोसेसर को वह इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा वह इसे निष्पादित करना शुरू कर देगा तो यदि इसे डेटा की आवश्यकता है तो यह फिर से मेमोरी एक्सेस करेगा इस प्रकार के डिजाइन में इस प्रकार के मेमोरी संगठन में यह क्या हो रहा है कि हमें एक ही मेमोरी मिली है जिसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों हैं आप उनके बीच अंतर नहीं कर सकते हैं अगर गलती से मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मुझे 10 नंबर सॉर्ट करना है और ये प्रोग्राम मेमोरी लोकेशन 1000 पर से लोड किए गए हैं और यह डेटा सेट लोकेशन 1500 पर है इस 10 डेटा सेट को वे 1500 से आगे और मेमोरी में स्टोर करते हैं प्रोग्राम 1000 के बाद से स्टोर किया जाता है अब यदि गलती से प्रोसेसर 1500 से प्रोग्राम संग्रहीत करता है जहां मैंने वास्तव में संख्याओं को संग्रहीत किया है तो अगर मुझे यह पसंद है तो यह उस डेटा को इंस्ट्रक्शन के रूप में व्याख्या करने की कोशिश करेगा और यह उस विशेष प्रोग्राम को निष्पादित करने की कोशिश करेगा जो भी इसका अर्थ है तो यह कचरा है लेकिन प्रोसेसर को कोई अन्य विकल्प नहीं मिला है यह केवल इस तरह से करेगा इस प्रकार के संगठन में इस प्रकार का प्रोसेसर संगठन जो हो रहा है वह यह है कि प्रोसेसर प्रोग्राम भाग और डेटा भाग के बीच अंतर नहीं कर सकता है और प्रोग्राम और डेटा वे एक ही मेमोरी के भाग है तो इस प्रकार के संगठन जहां प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी का हिस्सा हैं उन्हें वॉन न्यूमैन संगठन कहा जाता है और प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में डाल दिया जाता है तो आप एक बेहतर आर्किटेक्चर के बारे में सोच सकते हैं जिसे हार्वर्ड आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है जहां इस प्रोग्राम का हिस्सा और डेटा हिस्सा उन्हें पूरी तरह से अलग मेमोरी चिप्स में रखा जाता है इसलिए प्रोग्राम भाग डेटा भाग के साथ कभी भी मिश्रण नहीं करेगा परिणामस्वरूप प्रोसेसर प्रोग्राम स्टेटमेंट या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के रूप में डेटा लेने की यह गलती नहीं कर सकता है तो उस प्रकार की आर्किटेक्चर को हार्वर्ड आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है इसलिए जो प्रोसेसर अभी डिज़ाइन किए गए हैं वे ज्यादातर इस चीज़ के कारण हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर आधारित हैं लेकिन हमारे पास दोनों प्रकार हो सकते हैं दोनों वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड हैं लेकिन यह बुनियादी अंतर है तो एक कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी एक सबसिस्टम है क्योंकि सबसिस्टम का अर्थ है पूरे सिस्टम के लिए मेमोरी इसका एक हिस्सा है और मेमोरी अक्सर सिस्टम की एक बड़ी राशि है इसमें रजिस्टर रोम और रैम शामिल हैं तो आप देखते हैं कि यह एक सबसिस्टम है यह एक सिस्टम का एक हिस्सा है लेकिन यह सिस्टम एक मोनोलिथिक नहीं हो सकती है यदि आप मेमोरी के घटकों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह रजिस्टर है ये रजिस्टर जैसे सीपीयू रजिस्टर हैं वे वास्तव में सीपीयू या प्रोसेसर के भीतर की प्रोसेस में रहते हैं दूसरी ओर यह रोम और रैम वे आमतौर पर प्रोसेसर के बाहर होते हैं इसलिए हमें ये रजिस्टर रोम और रैम मिल गए हैं वे अलग अलग भाग हैं उन्हें विभिन्न स्थानों में सिस्टम में वितरित किया जा सकता है लेकिन वे अनिवार्य रूप से एक ही मेमोरी का हिस्सा हैं क्योंकि रजिस्टरों को कुछ मान को स्टोर करने के लिए भी बनाया जा सकता है तो यह मेमोरी मैप यह बताता है कि यह मेमोरी किसी विशेष डिज़ाइन के लिए कैसे वितरित की जाती है उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे प्रोसेसर के लिए 0000 से लेकर FFFF तक की कुल एड्रेस रेंज मिली है यानी कुल 64 k जो प्रोसेसर के लिए एड्रेस स्पेस है और उसमें से एड्रेस 0000 से 3FFF तक की रेंज में हमने एक ईप्रोम रखा है इसलिए यह वही है जिसमें मुझे निष्पादित करने के लिए कुछ बुनियादी प्रोग्राम हो सकते हैं तो इसे ईप्रोम में रखा गया है फिर 3FFF से 4400 तक इस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है यह एड्रेस रेंज का उपयोग नहीं किया गया है लेकिन यह रैम 1 चुना जाएगा यदि उत्पन्न पता 4400 से 5FFF की रेंज में है तो यह पहली रैम चिप की एड्रेस रेंज है तो इस भाग में इन 2 4400 से 43FF के बीच उत्पन्न कोई एड्रेस तो उस रेंज में जो भी एड्रेस जनरेट किया गया है यहाँ कोई मेमोरी चिप नहीं है तो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पता लगाया जाना चाहिए और बताया गया कि वहां ऐसी कोई वैध चिप नहीं है तो इस तरह की एड्रेस एरर हैं तो रैम 1 4400 से 5FFF तक है रैम 2 6000 से 8FFF तक है तो इस तरह से हमें इस सिस्टम में 3 4 रैम चिप्स मिल गए हैं इसलिए वे अलग अलग क्षमता के हैं और उन्हें इन एड्रेस रेंज में वितरित किया जाता है तो इसे सिस्टम का मेमोरी मैप कहा जाता है इसलिए यदि आप सिस्टम माइक्रोप्रोसेसर आधारित सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस स्पेस क्या है एड्रेस मैप क्या है और निश्चित रूप से कई अन्य चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है लेकिन यह पहली महत्वपूर्ण जानकारी है तो यदि आप अपने प्रोग्राम को इस मेमोरी पर लोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इसे इस एड्रेस 3FFF से लोड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या आपको इसे 4000 से आगे लोड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस स्थान पर कोई चिप नहीं है और इसी तरह आपको F800 से प्रोग्राम को लोड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस रेंज में भी कोई चिप नहीं है तो बाकी जगहों पर मुझे रैम मिली है और चूंकि हम ईप्रोम की सामग्री को बदल नहीं सकते हैं हम उस पर तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि वह प्रोग्रामिंग भाग को स्वीकार नहीं करता आप इस ईप्रोम भाग को अपडेट नहीं कर सकते तो आपको ईप्रोम भाग पर लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए आपको केवल पढ़ना चाहिए तो जब यह मेमोरी मैप ज्ञात हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम उन चेकों को पेश कर सकता है और यह एरर चैक और वह सब पेश कर सकता है इसलिए किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए उपयोगकर्ता बाइनरी फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में दर्ज करेगा जाहिरा तौर पर यह थोड़ा अजीब लगता है कि उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एक बाइनरी फॉर्मेट में कैसे दर्ज करेगा जो हम कभी नहीं करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम को कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और उन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम तो उन्हें कुछ कम्पाइलर का उपयोग करके इस बाइनरी स्तर में परिवर्तित किया जाता है जिसे मशीन स्तर के रूप में जाना जाता है लेकिन अंततः जहां तक प्रोग्राम के कुछ निष्पादन का संबंध है हमें प्रोग्राम को बाइनरी प्रारूप में मेमोरी में लोड करना होगा तो वह किया जाना है और विशिष्ट सिस्टम में लोडर और सभी की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरण के माध्यम से किया जाता है यह एक अलग हिस्सा अलग कोर्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ जिसमें आप इसके बारे में सीख सकते हैं तो एक बार जब प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है तो माइक्रोप्रोसेसर इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में सक्षम हो जाएगा और मेमोरी से जो भी डेटा की आवश्यकता होती है उन इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित करने के लिए और परिणाम को मेमोरी में रखें या यह आउटपुट डिवाइस पर परिणाम उत्पन्न कर सकता है इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के बाद उत्पन्न होने वाला परिणाम फिर से एक और वेरिएबल मूल्य है तो उस मूल्य को कुछ रजिस्टर में संग्रहीत किया जा सकता है इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है या कुछ इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके द्वारा हम कुछ इनपुट डिवाइस से मान पढ़ सकते हैं या हम कुछ आउटपुट डिवाइस पर मान लिख सकते हैं तो इन और आउट ये इंस्ट्रक्शन हैं जो कि इसके लिए उपयोग किए जा सकते हैं तो 3 इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूसन मॉडल हैं 3 साइकिल जिसमें एक इंस्ट्रक्शन निष्पादित होता है उन्हें फेचडिकोड और एक्सेक्यूट के रूप में जाना जाता है कैसे एक इंस्ट्रक्शन निष्पादित किया जाएगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड किया जाएगा तो माइक्रोप्रोसेसर पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ता है फिर वह इसकी व्याख्या करता है और अंत में इसे निष्पादित करता है तो यह कैसे उपयोग करें हमें इन 3 ऑपरेशन्स को कुछ उचित नाम देना चाहिए जब यह इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा होता है तो इसे फेचिंग ऑफ़ इंस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता है तो जैसे कि प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है एक बार इंस्ट्रक्शन फेच हो गया है तो इंस्ट्रक्शन को समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है तो जिसे डीकोड स्टेज कहा जाता है और डिकोड स्टेज हो जाने के बाद प्रोसेसर जानता है कि क्या करना है और उस स्थिति में हमने अपने आर्किटेक्चर लेक्चर में देखा है कि एक डिकोडर था और डिकोडर एक कण्ट्रोल सिग्नल का सीक्वेंस उत्तपन करता है निष्पादित किया जाना है सक्रिय होने के लिए ताकि ऑपरेशन फंक्शनल मॉड्यूल द्वारा किया जाता है जो हमारे पास प्रोसेसर के अंदर होता है तो इस तरह से मैं उन इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित कर सकता हूं कि क्या इंस्ट्रक्शन उस कण्ट्रोल सिग्नल्स अनुक्रम के माध्यम से निष्पादित हो जाता है या नहीं वह एक्सेक्यूट स्टेज है तो हमें फेज चरण मिल गया है हमें डिकोड चरण मिल गया है हमें एक्सेक्यूट चरण मिल गया है तो इस काम के बाद जैसे मैंने एक निर्देश फेज किया है उसे डिकोड किया उसे एक्सेक्यूट किया फिर क्या फिर फिर से वही चीज अगले इंस्ट्रक्शन को फेज किया है उसे डिकोड किया है उस पर एक्सेक्यूट किया है फिर दोबारा प्रोसेसर अगले इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा इसे एक्सेक्यूट करें तब तक जब तक कि यह एक इंस्ट्रक्शन न आ जाए जो प्रोसेसर को हॉल्ट के लिए कहता है तो आम तौर पर सभी प्रोसेसर उन्हें 1 हॉल्ट इंस्ट्रक्शन मिला है जब इस हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को निष्पादित किया जाता है तो प्रोसेसर इन फेचडिकोड और एक्सेक्यूट साइकल को करना बंद कर देगा और यह उस अवस्था में इंतजार करेगा जब तक कि बाहरी दुनिया से कोई इंटरप्ट नहीं आता है तो प्रोसेसर को वापस एक्सेक्यूसन के मूल तरीके में रखा गया है तो यह किसी भी प्रोसेसर का 3 चक्र इंस्ट्रक्शन मॉडल है तो यह आमतौर पर फेचडिकोड और एक्सेक्यूट साइकिल के रूप में जाना जाता है तो उन्नत प्रोसेसर भी वे इस विशेष मॉडल का पालन करेंगे तो शायद उन्नत प्रोसेसर में यह एक्सेक्यूट चरण बहुत जटिल है इस तरह इसे कई उप चरणों में विभाजित किया गया है यह डिकोड स्टेज जटिल है यह कई उप चरणों में विभाजित है और यह फेच कुछ हद तक ओवरलैपिंग का काम कर रहा है इस अर्थ में कि जब आप उस समय वर्तमान इंस्ट्रक्शन को निष्पादित कर रहे हों आप अगले इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं तो उन तरीकों से इन फेचडिकोड और एक्सेक्यूट चक्रों के बीच निर्देशों पर एक ओवरलैप हो सकता है तो यह प्रोसेसर के माध्यम से इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के रूप में जाना जाता है मशीन लैंग्वेज यह मशीन द्वारा समझी जाने वाली भाषा है तो जैसे हम अंग्रेजी को समझते हैं जब हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं हम सी लैंग्वेज को समझते हैं तो जब मैं सी में एक प्रोग्राम लिख रहा हूं तो मूल रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा है जो लैंग्वेज सी को जानता है कि मैं क्या कंप्यूट करना चाहता हूं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माइक्रोप्रोसेसर या प्रोसेसर वे इस अंग्रेजी जैसी भाषा के बयानों को कभी नहीं समझेंगे तो वे केवल जीरो और वन को समझेंगे तो मुझे अपने प्रोग्राम को उन जीरो और वन के संदर्भ में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए तो यह वास्तव में मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है तो एक विशेष प्रोसेसर के लिए माइक्रोप्रोसेसर के वर्ड बनाने वाले बिट्स की संख्या होती है तो इस तरह से अगर यह तय हो गया है अगर मैं कहता हूं कि वर्ड का आकार 8 बिट है तो मुझे बताएगा कि मेरे पास अधिकतम कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं यदि वर्ड का आकार 8 बिट कहा जाता है तो मेरे पास जो कुल विकल्प हैं वह 28 के बराबर 256 है प्रोसेसर वर्ड का अधिकतम 256 अलग अलग अर्थों में उपयोग कर सकता है जो मेमोरी द्वारा सामना की जाती है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इस प्रोसेसर के लिए 256 अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं यदि एक प्रोसेसर को 16 बिट वर्ड मिला है तो मुझे इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन में अधिक लचीलापन मिला है जहां 216 या 64k विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जो संभव हैं लेकिन यह एक बड़ी संख्या है और ज्यादातर मामलों में माइक्रोप्रोसेसर इन सभी संयोजनों का उपयोग नहीं करेंगे इसलिए प्रोसेसर 8 बिटBit वर्ड के लिए भी डिज़ाइन करता है इसलिए यह सभी 256 संयोजनों का उपयोग नहीं कर सकता है तो इनमें से प्रत्येक पैटर्न माइक्रोप्रोसेसर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होगा और पैटर्न का पूरा सेट माइक्रोप्रोसेसर मशीन लैंग्वेज का निर्माण करेगा तो यह पैटर्न का पूरा सेट जो संभव है इसलिए यदि आप कहते हैं कि 256 में प्रोसेसर 100 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का समर्थन करता है तो यह जानकारी कि 100 अलग अलग इंस्ट्रक्शन हैं और किन संयोजनों का क्या मतलब है उदाहरण के लिए यदि कोई अड्डीसन ऑपरेशन हो सकता है तो इस अड्डीसन ऑपरेशन को एक कोड दिया जाता है तो कोड क्या है तो एक कोड का मतलब एक विशेष 8 बिट पैटर्न है वह पैटर्न क्या है इस प्रकार यदि आप इन सभी 100 अलग अलग पैटर्न को नोट करते हैं तो वे वास्तव में माइक्रोप्रोसेसर के लिए मशीन लैंग्वेज हैं